छात्रों का स्वागत करते हैं इसलिए जहां सीखने की प्रक्रिया वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होना चाहिए हमें अधिक से अधिक धन जुटाने की कोशिश करनी चाहिए हमें स्पॉन्टेनियस फाइनेंस था और हमने इसका पूरी तरह से उपयोग किया है और इसका उपयोग करने के स्रोत है भारत में बैंक वित्त इतनी आसानी से उपलब्ध है कि अन्य 7 8 स्रोतों या अन्य शेष संसाधनों का कहना है कि वे विनिर्माण क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और वे भुगतान नहीं करते हैं और वह सभी स्रोतों के ओर जाते हैं यदि आप 1991 के बारे में बात करते हैं उस समय उदारीकृत अर्थव्यवस्था का उपलब्ध स्रोत था लेकिन 1991 के बाद हमारे पास अन्य स्रोतों की संख्या है जो दूसरों से कहती हैं कि अर्थव्यवस्थाएँ हैं फिर निवेश वित्त संस्थानों का कहना है इसी तरह डेरिवेटिव फाइनेंस आधार पर उद्योग को उधार देने के लिए उनके नियम और शर्तें यह उद्योग उन उद्योगों को पसंद नहीं करता है जो कभी भी बैंकों में जाना पसंद नहीं करते हैं और वे अन्य स्रोतों का सहारा लेते हैं उपयोग किए गए कमर्शियल पेपर का उपयोग करते हैं लेकिन उनका मतलब नहीं है बैंकों में जाना पसंद करते हैं लेकिन भारत में कहने के लिए विरोधाभास है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत बैंक वित्त सबसे लोकप्रिय स्रोत है अन्य स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन अगर आप कुल मात्रा को देखते हैं और कहते हैं कि उद्योग में विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा तैयार किए गए धन की कीमत बहुत अधिक नहीं है तो बहुत बड़ी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि बैंक वित्त में अन्य स्रोत बहुत लोकप्रिय नहीं हैं इसलिए बैंक वित्त भारत में सबसे लोकप्रिय स्रोत है भारत में सबसे लोकप्रिय स्रोत है और लघु अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फर्म इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं मैं इस कक्षा में आपके साथ चर्चा करूँगा इसलिए जब हम देखते हैं कि जब आप लिक्विडिटी है और कितना माल है बैंकों सहित ऋण स्रोत जब वे निर्माण क्षेत्र को उधार देते हैं तो वे अपनी अल्पकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फर्म की लिक्विडिटी है फिर कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल लोन है इसलिए इन 2 स्रोतों के तहत बैंक इस बात से अधिक चिंतित हैं कि हम उद्योग को कुछ धन देने के लिए तैयार हैं लेकिन चूंकि यह अल्पावधि के लिए बहुत कम समय की अवधि के लिए दिया जा रहा है इसलिए कुछ महीनों के लिए या अधिकतम अवधि के लिए 12 महीने का 1 साल तो सवाल यह है कि क्या फर्म बैंक को भुगतान करने में सक्षम होगी या नहीं इसके लिए बैंक लिक्विडिटी बैंक अपने फंडों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं बैंक अपने फंडों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए मैंने आपको अतीत में भी कई बार बताया है कि बैंकों की आवश्यकता है कि करंट रेशों की मांग नहीं करनी चाहिए जबकि लघु प्रदान करते हैं शब्द वित्त तो इसका मतलब है कि अगर कोई संपार्श्विक होने चाहिए उनके पास इन्वेंट्री 2 1 था तो इसका मतलब यह है कि बैंकों की आवश्यकता यह थी कि करंट असेट्स का हिस्सा नकदी के रूप में होना चाहिए फिर करंट असेट्स से संपत्ति जुटाना चाहेगी जो कि प्राप्य है या तो वे क्रेडिट से अधिक है और किसी भी मामले में अगर असेट्स के बराबर है और यदि सभी मौजूदा देयताएं भुगतान किए जाने के कारण बन जाती हैं और अगर वर्तमान संपत्ति कुछ वर्तमान संपत्ति उदाहरण के लिए हमने देखा है कि करंट असेट्स से अधिक रख रहे हैं अगर कोई नकदी में परिवर्तनीय नहीं है तो दूसरे को नकदी में परिवर्तित किया जाएगा और करंट लायबिलिटीज होंगे तो इस प्रयोजन के लिए इस कुशन कह सकते हैं और हम कहरहे हैं कि यह करंट असेट्स बनते हैं तो इसका मतलब है कि करंट असेट्स फर्म द्वारा तुरंत भुगतान किए जाने के कारण नहीं बनेंगे वे कुछ समय में फर्म को उपलब्ध हो जाएंगे और उस अवधि के बाद यह धन वापस चुकाया जाएगा कि पर्याप्त व्यव का भुगतान किया जा सके लेकिन करंट लायबिलिटीज के बराबर कैसे समायोजित होती है तो क्या होगा आपका वर्तमान अनुपात 1 1 है तो इसका मतलब है कि नेटवर्किंग कैपिटल हैं वहां ऐसा होने वाला है 1 इसका मतलब यह है कि यह मौजूदा संपत्ति का स्तर 033 है या समय का प्रतिशत वर्तमान संपत्ति का स्तर है और यह यह क्षेत्र है कि यह क्षेत्र है कि विशेष रूप से यह अतिरिक्त राशि है और इस क्षेत्र में इस रेखा से करंट असे ट्स के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ है छोटे सहज और साथ ही इस बिंदु तक पूरी तरह से उपयोग किए गए धन के अल्पावधि स्रोत और हम करंट असे ट्स से अधिक हैं इसलिए फर्म की तरलता जोखिम में बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फर्म को समस्या यह है कि जब वे उस मामले में अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक फंड की कमी से वापसी बहुत ही नगण्य या कभी कभी शून्य होती है तो उस स्थिति में फर्म पर वित्तीय दबाव कहते हैं कि वे अल्पकालिक आवश्यकता वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन के महंगे स्रोत का उपयोग कर रहे हैं तो लागत बहुत अधिक है या तो बहुत नगण्य या शून्य है तो इसका मतलब है कि फर्मों का मुनाफा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा इसलिए हमें वर्तमान अनुपात को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन देखें कि हम नकारात्मक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक वित्त का उपयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको करंट रेशों से वित्त पोषित है इसलिए यह बैंकों की एक आवश्यकता है अन्यथा यह भी लोकप्रिय रूप से कहा जाता है कि करंट रेशों का स्तर बनाए रखता है पहले यह अनुपात 2 1 के लिए आवश्यक था जहां करंट असेट्स की आवश्यकता को पूरा करते हैं बैंकों से वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि यह 1969 में भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था 14 बड़े सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंकों का भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण प्रदान किया जा सके लेकिन यह प्रक्रिया तब भी जारी रही जब बैंकों की राष्ट्रीय सुरक्षा संपार्श्विक के लिए कहने के बाद भी और उद्योग को कोई धन उपलब्ध नहीं होगा अगर वे बाद में कोई सुरक्षा नहीं देते हैं तो फिर शिकायत पर या शायद सुझावों में से मैं कहूंगा भारत सरकार के निर्माण क्षेत्र के बजाय 1974 में श्री पीएल टंडन की अध्यक्षता में 1 अध्ययन समूह नियुक्त 1 वित्त मंत्रालय नियुक्त किया गया और समूह का कार्य बैंकों से भारत में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बाद है जिसे भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया गया था बैंक में कुल परिवर्तन बैंक का कहना है कि बैंकिंग वित्त के रूप में कह सकते हैं स्थापना करना और सिफारिशों को कार्यशील पूंजी वित्त के इतिहास में लैंडमार्क सिफारिश माना जाता है और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस विनिर्माण क्षेत्र का अधिकार है तो आइए अब चर्चा करते हैं कि यह कैसे बदल गया है फिर टंडन समिति ने कैसे विनिर्माण क्षेत्र को भारत में बैंकों से उदार वित्त प्राप्त करने में मदद की है भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में उस समय के प्रचलित परिदृश्य का अध्ययन करने के बाद और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र टंडन समिति ने 1 पूर्ण वर्ष के दौरान इसे अच्छी तरह से शुरू किया और उन्होंने चार महत्वपूर्ण बातों का पालन किया चार महत्वपूर्ण मुद्दे यह था कि नेटवर्किंग बेस के प्रतिस्थापन ने वित्तपोषण की आवश्यकता के आधार पर वित्तपोषण किया जो वे खुद निर्भर करते हैं कि बैंकों द्वारा प्रदान किए गए परिष्करण के बाद काम करने वाले दिनों तक सुरक्षा के आधार पर जमानत के आधार पर उद्योग को और अगर कोई भी उद्योग किसी भी फर्म के लिए सक्षम नहीं है तो वहां किसी भी तरह का व्यापारी देने में सक्षम नहीं है उस मामले में नेटवर्किंग पर्याप्त नहीं है वहाँ उदारवादी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसके संदर्भ में सुरक्षा के लिए क्यों पूछा जाना चाहिए जब फर्म एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली संस्था है और बैंक केवल कुछ महीनों के लिए पैसा उधार देने जा रहे हैं तो एक वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 12 महीने से अधिक नहीं हैं तो क्या फॉर्म उस अवधि के भीतर धन वापस कर देगा या नहीं यह जानना बहुत मुश्किल नहीं है यह किया जा सकता है इसलिए कोलेटरल की आवश्यकता क्यों है तो इसका मतलब है और सबसे अच्छी सुरक्षा समितियों के दृष्टिकोण में होनी चाहिए कि बैंक को मापदंडों के विभिन्न प्रकार के विश्लेषण द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए या फर्म में अच्छी तरह से कार्य संगठन है और अगर फर्म में कुछ कायम है तो वे आपके वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का 100 बैंकों से आना चाहिए यह आंशिक रूप से बैंकों से आ सकता है और किसी भी मामले में कुल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने का मतलब है कि वर्तमान में आप 75 के लिए उदार वित्त प्रदान करते हैं लेकिन एक ही समय में उधार लेने वालों को एक सबक भी सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें बैंकों से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की अनुमति नहीं थी उस समय भारत में फैक्टरिंग हों जो कि उद्योगों द्वारा की जानी चाहिए इसलिए इन 4 महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद टंडन समिति द्वारा उठाए गए चार महत्वपूर्ण मुद्दे थे और बैंकिंग क्षेत्र के अध्ययन के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र और उनकी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की आवश्यकता को भी देखते हुए टंडन समिति ने चार सात महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं पहली सिफारिश थी मूल्यांकन व्यावसायिक योजना के आधार पर तर्कसंगत आधार पर क्रेडिट आवश्यकताओं की आवश्यकता बैंकों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर या अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर फर्मों की आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और उन्हें उधारकर्ता से कहा जाना चाहिए कि संभावित सीमा को बैंक को एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए कि वे बैंकों द्वारा प्रदान किए गए धन का उपयोग कैसे करना चाहते हैं बैंक द्वारा प्रदान करने में और अगले 1 वर्ष के लिए अगले 1 तिमाही या शायद अगले 6 वर्षों के लिए उनकी व्यवसाय योजना क्या है वे क्या करना चाहते हैं वे कितना उत्पादन करना चाहते हैं कितना कैश रखना चाहते हैं कितनी क्रेडिट बिक्री करना चाहते हैं कितनी इन्वेंट्री रखना चाहते हैं उनकी कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटी होगी तो इसका मतलब है कि आपकी व्यवसाय योजना क्या है जो संभावित उधारकर्ता से बैंक द्वारा पूछा जाना चाहिए और उधारकर्ता की वित्तीय आवश्यकताओं की जरूरतों का विश्लेषण करना चाहिए नंबर 2 उधारकर्ताओं के संसाधनों के पूरक का मतलब है कि यह नहीं है कि बैंक से आने वाले धन का 100 प्रतिशत अंततः बैंकों की जिम्मेदारी नहीं है यह एक उधारकर्ता की जिम्मेदारी है और उधार की जरूरतों को कुछ हद तक बैंकों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है इसलिए बैंक पूरक वित्त प्रदान करना चाहिए न कि पूरक खत्म के रूप में पहले फर्म को अंतर कॉर्पोरेट जमा जैसे सार्वजनिक जमाकर्ताओं की तरह सहज वित्त जैसे अन्य संसाधनों से धन जुटाना पड़ता है और एक ही समय में अगर कोई है तो बैंकों को भी पूरक मिलता है जो कुल आवश्यकताओं का कुछ हिस्सा प्रदान करते हैं वे बैंकों से भी कुछ की उम्मीद कर सकते हैं न कि उधारकर्ताओं की आवश्यकता के 100 को वित्त करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि चार मुद्दों में से एक के बाद उन्होंने कहा कि बैंकों से विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम धनराशि उधारकर्ताओं की कुल आवश्यकताओं के 75 की सीमा तक सही होनी चाहिए किसी भी मामले में फंडिंग 100 नहीं होनी चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि आदत हमारे बीच विकसित हो रही है बैंकों कि आप 100 धन उपलब्ध करा रहे हैं यह उधारकर्ताओं के बीच से विकसित होने वाली अच्छी आदत नहीं है कि बैंक 100 वर्किंग कैपिटल वित्त प्रदान कर रहे हैं और उधार को किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं है सुनिश्चित करें लेनदारों का उचित और उपयोग यह बैंकों की एक और आवश्यकता है जिसे समय समय पर जांचना चाहिए कि बैंकों द्वारा प्रदान किए गए धन का उपयोग उधारकर्ता द्वारा ठीक से किया गया है और खाते में कोई पहुंच पॉइंट नहीं हैं जो कसरत को मंजूरी देते हैं लेकिन उपयोग नहीं किए जाते हैं वित्त को उद्योग वार मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा बैंकों को उद्योग वार मानदंडों का विकास करना चाहिए टंडन समिति ने भी अपने उद्योग को कुछ उद्योग वार मानदंडों को विकसित किया है और इसने बैंकों को सुझाव दिया है लेकिन बैंकों ने स्वयं भी उपकरण उद्योग के मानदंडों को जारी किया है और यह तय किया जाना चाहिए कि कितना क्रेडिट होना चाहिए उद्योग को दिया जाए और एक विशेष उद्योग में और यह कैसे हमारे बीच वितरित किया जाना है कि एक या एक ही उद्योग में काम करने वाले विभिन्न उधारकर्ताओं को सही और अगले एक महत्वपूर्ण सिफारिश को किया गया था इसे उपलब्ध कराया जा सकता है और विभिन्न घटकों को मैंने आपको बैग में कुछ समय के लिए बताया है विनिर्माण क्षेत्र में बैंकों को उद्योग द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के 3 घटक हो सकते हैं एक है सीसी लिमिट CC limit कैश क्रेडिट लिमिट का मतलब है और राशि मंजूर हो गई है और शाखा में खाता खुल गया है उधारकर्ता के नाम पर बैंक और उस खाते में एक निश्चित राशि और हस्तांतरण और उस स्वीकृत राशि के भीतर उधार लेने वाले को एक अनुमति दी जाती है कि उन्हें किसी भी आदेश के भुगतान और किसी भी आदेश या किसी भी सामग्री के भुगतान की प्रक्रिया की आवश्यकता है वेतन और मजदूरी वह इस खाते से धनराशि निकाल लेगा और जब भी उन्हें अपने तैयार उत्पाद या किसी अन्य स्रोत की बिक्री प्राप्त होगी जिसे खाते में जमा किया जाना चाहिए और फर्म द्वारा उधार ली गई राशि के लिए ब्याज लिया जाता है और इस अवधि के लिए फर्म ने राशि उधार ली है यह एक CC लिमिट अकाउंट है ऋण में ऋण की राशि भी स्वीकृत राशि है और उधारकर्ता के लिए ब्याज की निश्चित दर पर अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत की जाती है लेकिन उस मामले में अंतर यह है कि एक बार ऋण मंजूर हो जाने के बाद कि क्या ऋण का उपयोग उधारकर्ता द्वारा किया जाता है या उधारकर्ता द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया जाता है या शायद किसी भी अनुपात में उसे या पूरी राशि के ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है यह नहीं होगा सीसी सीमा की तरह हो कि आप केवल उस राशि पर ब्याज का भुगतान करने जा रहे हैं जिसका आपने उपयोग किया है और अन्य राशि जो आप ब्याज पर नहीं दे रहे हैं यहां ऋण के मामले में कुल ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है जो ऋण के बावजूद स्वीकृत है मौसम है ऋण का उपयोग फर्म द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है एक बार जब यह मंजूरी दी जाती है तो फर्म को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है यह और तीसरा क्रेडिट बिक्री बिलों की छूट है जो यदि आप क्रेडिट पर बेचते हैं तो आपके पास चालान क्रेडिट बिक्री बिल होंगे और कभी भी यदि आपको धन की आवश्यकता है तो आप इस बिल को बैंकों के साथ छूट दे सकते हैं और अस्थायी आवश्यकताओं के लिए वित्त को कुछ समय के लिए और जब आप पहली बार प्राप्त करते हैं तो आप बैंक को वापस धनराशि बता सकते हैं और अपना चालान वापस पा सकते हैं ताकि साधन ये 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं कि बैंक वित्त को उद्योग की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे प्रदान किया जा सकता है और फिर अंतिम घड़ी के लिए नियमित जानकारी है टंडन समिति ने यह भी सुझाव दिया कि बैंकों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और इस संबंध में उद्योग से नियमित जानकारी लेनी चाहिए कि ऋण की सीसी सीमा रखना चाहिए कि कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी उपयोग करने के लिए कितना है लेकिन सीसी सीमा में अप्रयुक्त रहा जिसे वापस लिया जाना चाहिए या जिसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उस मामले में फर्म को अपनी आवश्यकताओं से अधिक धनराशि का प्रतिबंध लग गया है और आज इसका उपयोग नहीं कर रहा है इसलिए बैंकों के आधार पर धनराशि जा रही है और उन धनराशि पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिल रहा है तो ये सात महत्वपूर्ण सिफारिशें को पूरा करने के लिए बैंक वित्त के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है और उसके बाद भर्ती हुए अधिकांश बैंकों को समुदाय की सिफारिशों के बाद कहना शुरू कर दिया जाता है और 4 मुद्दों को उठाने और अन्य सिफारिशों को 7 सिफारिशें देने के बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात जो एक समिति ने की है वह यह है कि उन्होंने मंजूरी के 2 तरीके आसानी से कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करना बैंकों द्वारा उद्योग को इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योगों को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करते समय बैंकों को या तो 3 तरीकों का पालन करना चाहिए तो ये 3 विधियाँ क्या हैं और इनका उपयोग किसी भी बैंक द्वारा कैसे किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद